एक कमपोजिट स्लैब है और इस स्लैब के एक छोर को बिना किसी प्रवाह की स्थिति में बनाए रखा जाता है वह है स्थिरोष्म स्थिति और लंबाई 50 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर के रूप में निर्दिष्ट है तो वह स्लैब की मोटाई है और बता दें कि q डॉट A और q डॉट B इन 2 स्लैबों में ऊष्मा का आयतन उत्पादन है और अगर kA और kB तदनुसार कंडक्टिविटीज हैं और अगर पानी बाहर बह रहा है पानी बाहर बह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर और ऊष्मा परिवहन गुणांक 1000 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन है जो कि ऊष्मा परिवहन गुणांक है और आप कुछ संख्या में फेंक सकते हैं यदि तापमान को T0 T1 और T2 के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है यदि q डॉट a 15 गुणा 10 की पावर 6 वाट प्रति मीटर क्यूब है और kA थर्मल कंडक्टिविटी 75 वाट प्रति मीटर केल्विन द्वारा दी जाती है और यदि q डॉट B 0 है जो कि है जिसका अर्थ है कि दूसरे स्लैब में कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है और यदि कंडक्टिविटी 150 वाट प्रति मीटर केल्विन द्वारा दी जाती है तो हमें तापमान खोजने की जरूरत है तो प्रश्न यह है कि हमें इन 3 स्थानों का तापमान ज्ञात करने की आवश्यकता है T0 उस स्थान पर है जहां स्थिरोष्म स्थिति बनी रहती है और T1 2 स्लैब के बीच का इंटरफ़ेस है और T2 बाहरी सतह है तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए दोनों के लिए संतुलन समीकरण लिखिए क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं हम समाधान अलग से जानते हैं बेशक हम शेष राशि लिख सकते हैं और हम समाधान ढूंढ सकते हैं क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं तो सिस्टम को देखें और समझें कि यहां क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है इसलिए आपको आँख बंद करके हर समय समीकरण नहीं लिखना चाहिए आपको देखना होगा कि सिस्टम क्या कर रहा है क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं क्या हम सरल तरीके से कर सकते हैं क्या हम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो इस इंटरफेस में क्या हो रहा है ऊष्मा प्रवाह समान है क्योंकि स्लैब ए से जो भी ऊष्मा ले जाया जा रहा है उसे उस इंटरफेस पर स्लैब 2 में ले जाया जा रहा है ठीक है उस इंटरफ़ेस में प्रवाह क्या है तो ध्यान दें कि यह स्थिरोष्म है है ना इस छोर पर कुछ भी नहीं बचा है तो जो भी ऊष्मा उत्पन्न की जा रही है वह वास्तव में प्रवाह होना चाहिए जिस पर ऊष्मा हो रही है ऊष्मा उत्पादन अवधि के कारण उत्पन्न ऊष्मा की कुल मात्रा केवल एक दिशा में ले जाया जाना चाहिए है ना तो जिस तरह से समस्या को परिभाषित किया गया है उससे यह स्पष्ट है लेकिन आपको इस तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा तो इस स्लैब A के आयतन में q डॉट A जो कि हम कहते हैं यदि यह L1 लंबाई L1 है तो हम बाद में नंबर डालेंगे तो यह लंबाई L1 है L1 से A जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा है और यदि हम निर्दिष्ट करते हैं कि यह एक स्थिर अवस्था की स्थिति है यही वह है जिसे हम देख रहे हैं यह उस दर के बराबर होना चाहिए जिस पर स्लैब B में ऊष्मा का परिवहन किया जा रहा है क्योंकि वहां कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है तो यहाँ जो कुछ भी आता है उसे बाहर जाना है अगर स्थिर स्थिति को बनाए रखना है और वह h गुणा T2 माइनस T इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए सही बहुत आसान तो क्योंकि स्लैब B में निरंतर ऊष्मा अन्तरण दर है क्योंकि qB डॉट 0 है ऊष्मा अन्तरण दर स्थिर है इसलिए जो भी ऊष्मा वास्तव में इस इंटरफेस पर बह रही है जिस दर से ऊष्मा बह रही है इस इंटरफेस पर क्षमा करें यदि आपको स्थिर स्थिति बनाए रखनी है तो इस इंटरफ़ेस पर ले जाया जाना चाहिए इसलिए q डॉट गुणा L1 गुणा A बराबर h गुणा A के बराबर होना चाहिए वह दर है हम रेट को देख रहे हैं न कि फ्लक्स को तो हम जानते हैं कि q डॉट A क्या है इसका मतलब है कि q डॉट A गुणा L1 बराबर h गुणा T2 माइनस T इन्फिनिटी होना चाहिए हम q डॉट A को जानते हैं हम T इन्फिनिटी को जानते हैं हम ऊष्मा अन्तरण दर जानते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि T2 क्या है और वह q डॉट A से L1 गुणा h प्लस T इन्फिनिटी होगा यदि मैं संख्याओं में फेंक दूं तो यह 30 प्लस 273 होगा इकाइयों को देखें मैं SI इकाइयों का उपयोग कर रहा हूं 10 की पावर में 6 गुणा 50 से 10 की पावर माइनस 3 1000 से यानी लगभग 105 प्लस 273 यानी 105 डिग्री सेल्सियस है तो वह तापमान T2 है क्या यह सभी के लिए स्पष्ट है हम T1 कैसे खोजते हैं हम T1 कैसे खोजते हैं हम जानते हैं कि ऊष्मा अन्तरण दर स्थिर है और हम केवल प्रतिरोध नेटवर्क लिख सकते हैं तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस नेटवर्क कैसे लिखना है तो बस प्रतिरोध नेटवर्क T1 T2 पर आधारित है और यह L2 k2 गुणा A में दिया जाता है तो वह प्रतिरोध नेटवर्क है और यह q है क्या हम यहाँ से T2 खोज सकते हैं नहीं qB 0 है दूसरे स्लैब में कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है तो अगर सेकंड स्लैब में कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है तो आप वास्तव में प्रतिरोध नेटवर्क लिखेंगे ठीक है तो हम इसे कैसे हल करते हैं आप क्षेत्र नहीं जानते हैं ठीक है तो हम क्या करें तो हमें वास्तव में क्षेत्र की आवश्यकता है हम कैसे हल करते हैं हम प्रतिरोध नेटवर्क कैसे आकर्षित करते हैं तापमान T1 खोजने के लिए सही प्रतिरोध नेटवर्क है हम जानते हैं q बराबर h गुणा A ठीक है तो इसे करने के 2 तरीके हैं आप जानते हैं कि q क्या है आप इस प्रतिरोध नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं या आप समग्र प्रतिरोध नेटवर्क भी बना सकते हैं T इन्फिनिटी 1 इसे T इन्फिनिटी और T1 कहते हैं तो आप या तो समग्र नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं या आप जानते हैं कि q क्या है और आप पता लगा सकते हैं कि तापमान T1 क्या है तो T1 होगा 0 मैं केवल उन संख्याओं को डालूंगा जिनकी गणना करना बहुत आसान है 115 डिग्री C T0 के बारे में क्या हम T0 की गणना कैसे करते हैं तो हमें यहां समाधान का उपयोग करना होगा हमें मॉडल लिखना है यदि मॉडल आपको नहीं दिया गया है तो जाहिर है आपको मॉडल लिखना होगा और समाधान खोजना होगा क्योंकि प्रतिरोध अवधारणा उस स्लैब के लिए मान्य नहीं है और इसलिए हमें मॉडल समीकरण लिखना होगा और समाधान खोजना होगा और इसलिए मैं यहाँ समीकरणों को फिर से लिखने नहीं जा रहा हूँ तो हमने अभी समीकरण को हल किया है आप यह पता लगा सकते हैं कि T0 होगा T1 प्लस q डॉट L वर्ग 2 गुणा k 140 डिग्री के बराबर है तो याद रखें कि स्लैब A और कुछ नहीं है यदि आपके पास है यदि आपके पास एक स्लैब है जो L1 की लंबाई से दोगुना है ठीक है यही वह समस्या है जिसे हमने अभी हल किया है ठीक है तो जहां मध्य बिंदु पर आपको स्थिरोष्म स्थिति है तो यह वही समस्या है यदि आप पाते हैं कि क्या है हाँ ज़रूर तो याद रखें कि हम इस समस्या को ठीक से हल करते हैं x पर 0 माइनस L और प्लस L के बराबर है और यदि आपके पास ऊष्मा उत्पादन है तो हमने इस समस्या को हल किया और हमने तापमान प्रोफ़ाइल पाया और हम जानते हैं कि तापमान वितरण क्या है हमें यह जानने की जरूरत है कि इस स्थान का तापमान क्या है वही मध्यबिंदु है तो याद रखें कि हमने यह भी कहा था कि इस समस्या को हल करना स्थिरोष्म स्थिति के साथ x बराबर 0 से शुरू होने वाले आधे स्लैब को हल करने के बराबर है यह स्थिरोष्म क्यों है क्योंकि यदि आप इस पर एक समरूपता की स्थिति लगाते हैं जहां दोनों तरफ का तापमान समान है तो आपके पास केंद्र में एक मैक्सिमा है तो प्रोफ़ाइल इस तरह दिखती है आपके पास केंद्र में एक मैक्सिमा है जिसका अर्थ है कि dT dx 0 है जो वास्तव में प्रवाह की स्थिति है यह ठीक प्रवाह सीमा की स्थिति है तो यहाँ यह समस्या एक समस्या को हल करने जितनी अच्छी है जो कि दोगुने आकार की है और यदि आप तापमान प्रोफ़ाइल प्राप्त करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि मध्य बिंदु पर तापमान क्या है और यही हमने कुछ क्षण पहले हल किया था तो एक बार जब आप तापमान को जान लेते हैं तो यह केवल इस अभिव्यक्ति द्वारा यहां दिया जाता है और आप इसका पता लगाने में सक्षम होंगे तो याद रखें कि समाधान किसके द्वारा दिया गया है मैं आपको बता सकता हूं कि समाधान क्या है कन्डक्शन qB में शामिल है यह इंटरफ़ेस पर एक संतुलन है जो दीवार उत्पन्न होती है ध्यान दें कि कन्डक्शन स्लैब के अंदर हो रहा है है ना तो सीमा पर जो सीमा से बाहर आता है वह कुल ऊष्मा की मात्रा है जो स्लैब के अंदर उत्पन्न होती है बेशक यह कन्डक्शन के माध्यम से आता है यहाँ ऊष्मा कैसे आती है स्लैब के अंदर कन्डक्शन के कारण लेकिन हम देख रहे हैं कि उस इंटरफेस के साथ क्या होता है क्योंकि कोई ऊष्मा नहीं है जो दूसरी तरफ जा रही है इस तरफ से सब कुछ छोड़ना है और इसलिए जो कुछ भी यहां आता है वह कुल ऊष्मा की मात्रा होनी चाहिए जो दूसरे स्लैब में ले जाया जाता है क्योंकि स्लैब B में कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है क्या यह स्पष्ट है तो इस समीकरण का हल केवल Tx है q डॉट L वर्ग 2k गुणा 1 माइनस x वर्ग L वर्ग प्लस Ts है तो आप x को 0 के बराबर रखते हैं यही आपको मिलेगा तो T s 2 सतहों का तापमान है जो समान है और वह यहाँ हमारी समस्या में T1 के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए यदि आप यहाँ x को 0 के बराबर रखते हैं तो आपको यहाँ समाधान मिलता है कहां तुम्हें जानने की अावश्यकता नहीं है आप जानते हैं कि q क्या है q से h गुणा A गुणा T2 माइनस T इन्फिनिटी है इसलिए क्षेत्र रद्द हो जाएगा जब आप वास्तव में इसे लिखेंगे तो क्षेत्र रद्द हो जाएगा यह आसान है तो हम लिख सकते हैं T1 शायद मैं इसे यहां लिखूंगा सभी के लाभ के लिए मैं इसे यहां लिखूंगा तो यह क्या है तो यह T1 माइनस T2 L2 k2 A h गुणा T2 माइनस T इन्फिनिटी है है ना क्षेत्र रद्द हो जाएगा और आप जानते हैं कि T2 पहले से क्या है आप जानते हैं कि T इन्फिनिटी क्या है तो आपको T1 खोजने में सक्षम होना चाहिए कोई और सवाल तो मेरा मतलब इस विशेष उदाहरण का घर ले जाना संदेश है इसका कारण यह है कि हमें आँख बंद करके किसी समस्या के लिए समीकरण लिखना नहीं चाहिए आपको पहले यह समझना चाहिए कि समस्या में क्या हो रहा है क्या मैं समीकरणों को हल किए बिना कुछ मात्राओं के बारे में कुछ अनुमान लगा सकता हूँ बेशक आप समीकरणों को हल कर सकते हैं और उन्हें सत्यापित कर सकते हैं लेकिन क्या मैं कुछ सहज ज्ञान युक्त बना सकता हूं उदाहरण के लिए दूसरे स्लैब में ऊष्मा परिवहन के बारे में हमने जो सहज निर्णय लिया है इस तरह के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हैं जब आप इस प्रकार की इंजीनियरिंग समस्याओं को संभाल रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए और अपने अंतर्ज्ञान को अत्यधिक महत्व देना चाहिए तो अगला विषय जो हम देखने जा रहे हैं वह विस्तारित सतह है इसलिए मैं अगले 5 मिनट में संक्षेप में इसका परिचय देने जा रहा हूँ और फिर हम अगले कुछ व्याख्यानों में इसकी गहराई में जाएंगे तो अब तक हमने न्यूटन सिद्धांत कूलिंग के अनुसार कहा है कि q बराबर h A है मान लें कि सतह का तापमान माइनस T तापमान का फ्लूअड है जिसमें ऊष्मा का परिवहन किया जा रहा है तो हम कहते हैं मान लीजिए कि यह इस तरह का एक स्लैब हो सकता है जहां फ्लूअड वास्तव में स्लैब के ऊपर से बह रहा हो और यह सतह का तापमान है और यह फ्लूअड का तापमान है अब अधिकांश इंजीनियरिंग समस्याओं में यह प्रश्न आता है कि मैं ऊष्मा परिवहन की कुल मात्रा को कैसे बढ़ा सकता हूँ ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा कैसे बढ़ाया जाए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है q को कैसे बढ़ाया जाए तो ऊष्मा परिवहन का उद्देश्य मूल रूप से ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना है तो मैं जितना बेहतर कर सकता हूं मैं उतना ही बेहतर हूं है ना इसलिए अगर मैं एक ऐसी प्रणाली तैयार कर सकता हूं जो ऊष्मा का बेहतर परिवहन कर सके तो जाहिर है मैं बहुत बेहतर स्थिति में हूं तो अगर आप इन 3 मात्राओं को यहां देखें तो अगर मैं इसे डेल्टा T कहता हूं कुछ तापमान अंतर है तो मैं इसे h गुणा A गुणा डेल्टा T के रूप में फिर से लिख सकता हूं नेट ऊष्मा अन्तरण दर 3 मात्राओं पर निर्भर करती है है ना एक ऊष्मा परिवहन गुणांक है दूसरा ऊष्मा परिवहन का क्षेत्र है और तीसरा स्पष्ट रूप से तापमान अंतर है तो ये 3 मात्राएँ हैं जिन्हें मरोड़ने की आवश्यकता है इसलिए यदि आप ऊष्मा अन्तरण दर में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप उनमें से किसी एक को व्यक्तिगत रूप से बढ़ा सकते हैं या आप उनमें से कई को एक साथ बढ़ा सकते हैं यदि आप वृद्धि करने में सक्षम हैं तो आप ऊष्मा की कुल मात्रा में वृद्धि करने जा रहे हैं इसलिए जब हम संवहन पर चर्चा करते हैं तो हम यह देखने जा रहे हैं कि ऊष्मा परिवहन गुणांक के साथ कैसे खेलें वे कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा ऊष्मा परिवहन गुणांक का अनुमान लगाया जा सकता है और वे कौन से कारक हैं जिन पर ऊष्मा अंतरण गुणांक निर्भर करता है और उन्हें कैसे बढ़ाया जाए यह हम अधिकांश संवहन अध्याय के लिए देखेंगे तो अब हम यह देखने जा रहे हैं कि ऊष्मा परिवहन के क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए और इस तरह नेट ऊष्मा अंतरण दर को बढ़ाया जाए तो ऐसा करने का एक तरीका है जिसे विस्तारित सतह कहा जाता है या शास्त्रीय साहित्य में इसे फिन्स भी कहा जाता है तो ऐसे कई उपकरण हैं जहां ऊष्मा परिवहन को बढ़ाने के लिए फिन्स लगाए जा रहे हैं उदाहरण के लिए कार के रेडिएटर में जहां आप जितनी जल्दी हो सके ऊष्मा को समाप्त करना चाहते हैं जिसका अर्थ है कि आपको बहुत अधिक ऊष्मा परिवहन की आवश्यकता है तो नेट ऊष्मा परिवहन को बढ़ाने के लिए आप एक प्रणाली तैयार करते हैं जिसमें बहुत अधिक सतह क्षेत्र होता है और वास्तव में जिस तरह से यह किया जाता है तो फिन्स इस तरह दिखते हैं वे इस तरह दिखते हैं तो आपके पास यहाँ आधार है ठीक है एक आधार प्रणाली होती है जिसे एक निश्चित तापमान पर बनाए रखा जाता है तो मान लीजिए कि आधार सतह का तापमान Ts है ठीक है अब आप आधार से उस फ्लूअड तक ऊष्मा परिवहन बढ़ाना चाहते हैं जो चारों ओर घूम रहा है तो यहाँ एक फ्लूअड बह रहा है यह कोई भी फ्लूअड हो सकता है कार रेडिएटर्स के मामले में यह मूल रूप से हवा है जिसे परिचालित किया जा रहा है तो आप इस सतह से तरल पदार्थ तक ले जाने वाली ऊष्मा की मात्रा को अधिकतम करना चाहते हैं तो ऊष्मा अन्तरण क्षेत्र को बढ़ाने का तरीका यह है कि आप इस तरह एक पतली उभरी हुई सतह बनाएं और आपके पास सतह से निकलने वाले इस प्रलंबन के ऊपरी और निचले हिस्से से ऊष्मा अन्तरण होता है और इसलिए आपके पास ऐसे कई प्रलंबन हो सकते हैं और इनमें से प्रत्येक प्रलंबन को फिन कहा जाता है तो आपने अब ऊष्मा परिवहन के लिए कुछ अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा है और इस तरह आप परिवहन की जा रही ऊष्मा की नेट मात्रा को बढ़ाते हैं अब यदि आप इसे देखें तो यह उस समस्या से थोड़ी भिन्न है जिसका हमने अभी तक सामना किया है इस प्रकार की संरचना की तुलना उस संरचना से करें जिससे हमने अभी तक निपटा है जहां जो फ्लूअड हो रहा है जो बह रहा है वह वास्तव में उस प्रणाली के बाहरी छोर पर है जिससे आप निपट रहे हैं और ऊष्मा का प्रवाह वास्तव में फ्लूअड प्रवाह की दिशा में लंबवत होता है यहां के विपरीत इस मामले में इस दिशा में कन्डक्शन हो रहा है साथ ही साथ इन सतहों से ऊष्मा का नुकसान होता है तो यहां सतह से ऊष्मा और ऊष्मा का एक साथ कन्डक्शन नहीं होता है जबकि विस्तारित सतह में अब आपने उस प्रणाली को पेश किया है जहां ऊष्मा का एक साथ कन्डक्शन होता है और इसके आसपास के फ्लूअड को ऊष्मा का नुकसान भी होता है तो इस मायने में यह थोड़ी अलग समस्या है और हम यह देखने जा रहे हैं कि इस प्रकार की प्रणालियों का लेखा जोखा कैसे किया जाए वास्तव में यह हमारे द्वारा कुछ समय पहले पूछे गए प्रश्नों में से एक का उत्तर देता है सिस्टम से ऊष्मा के नुकसान के बारे में क्या तो यहाँ हम उस ठोस से उष्मा की एक साथ हानि का लेखा जोखा करने जा रहे हैं जो वास्तव में एक दिशा में ऊष्मा का कन्डक्शन कर रहा है तो अगले कुछ व्याख्यानों के लिए हम यही देखने जा रहे हैं और ऊष्मा अन्तरण प्रक्रिया को कैसे मापें और इस प्रकार की प्रणालियों से स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की नेट मात्रा का पता कैसे लगाएं